तो इस व्याख्यान में आपका स्वागत है आज हम ब्रोडसाइड अर्रे देखेंगे अब एक ब्रोडसाइड अर्रे क्या है जब प्रोग्रेसिव फेज शिफ्ट हम 0 बनाते हैं तो यह एक ब्रोडसाइड अर्रे है तो इसका मतलब है कि एलिमेंट्स के बीच कोई प्रोग्रेसिव फेज नहीं है तो सभी एलिमेंट्स को फेज में फेड किया जाता है तो जिस क्षण हम ऐसा करते हैं हम u0 को 0 के बराबर कर रहे हैं इसलिए यदि हम आरेख को देखते हैं तो प्रमुख लोब तुरंत u0 बन जाता है इसका मतलब है कि प्रमुख लोब यहां आता है इसलिए umax में प्रमुख लोब्स मैक्सिमा 0 है तो cos psi मैक्स 0 है तो psi मैक्स pi बाय 2 है इसलिए यह सिद्ध है कि अधिकतम रेडिएशन अर्रे अक्ष के लिए ब्रॉडसाइड होता है शारीरिक रूप से भी यह अपेक्षित है क्योंकि फेज में फेड गए सभी एलिमेंट्स को ब्रॉडसाइड के साथ अधिकतम रेडिएशन का उत्पादन करना चाहिए अब ग्रेटिंग लोब u पर मैन लोब से प्लस माइनस 2 pi अर्रे हैं जो 0 के बराबर है तो आप देखते हैं कि यदि मैन लोब यहां आता है तो मेरे पास यहां एक k0d है मेरे पास यहां एक माइनस k0d है इसलिए अगर मैं यह कहना चाहता हूं कि भले ही ग्रेटिंग लोब यहां दिखाई देने लगे तो भी कोई समस्या नहीं है इसलिए यदि हम d को लैम्ब्डा नॉट के बराबर रखते हैं वास्तव में लैम्बडा नॉट की तुलना में थोड़ा कम है बस d मुझे बराबर नहीं कहना चाहिए d लैम्ब्डा नॉट से कम के बराबर है जिससे कि ग्रेटिंग लोब से बचा जाता है तो दृश्यमान क्षेत्र माइनस 2 pi से कम हो जाते हैं बशर्ते d लैम्बडा d से कम हो तो आप यह कह सकते हैं कि ब्रोडसाइड रूप से अर्रेस के लिए आप कह सकते हैं कि अंतर एलिमेंट स्पेसिंग लैम्ब्डा नॉट के बराबर है इसलिए हम पहले ही देख चुके हैं कि मैन लोब नल मैन लोब में होता है हमने देखा है कि अब मैन लोब नल है हमने आम तौर पर देखा है कि N बाय 2 u प्लस u0 प्लस माइनस pi के बराबर है लेकिन ब्रोडसाइड के लिए u0 0 है तो चलिए हम यह पता करते हैं क्या मैं कह सकता हूं कि cos phi आपने psi का मान रखा है ताकि आप cos psi प्लस माइनस 2 pi बाय N प्लस 1 k0d प्राप्त करें जो कि प्लस माइनस लैंबडा नॉट य N प्लस 1 d है बड़े N के लिए cos psi मान बहुत छोटा होगा इसलिए हम कह सकते हैं कि psi pi बाय 2 प्लस माइनस डेल्टा psi के बराबर है क्या मैं कह सकता हूं कि ये देखें N बड़ा तो cos psi छोटा है यह 0 नहीं है लेकिन 0 के बहुत निकट तो psi pi बाय 2 प्लस माइनस कुछ दोनों है तो हम cos psi को cos pi by 2 प्लस माइनस डेल्टा psi लिख सकते हैं यह छोटा है इसलिए डेल्टा psi लिख रहा हूँ तो यह प्लस माइनस sin डेल्टा psi है इसका मतलब है डेल्टा psi तो मुझे डेल्टा psi का मूल्य मिला अब बीमविड्थ क्या है यह नल है u 0 के बराबर है मेरा मुख्य यह एक तरफ प्लस डेल्टा psi है तो बीमविड्थ 2 डेल्टा psi है और वह 2 है डेल्टा psi का मूल्य क्या है पहले मुझे मूल्य मिला था इसलिए 2 लैम्ब्डा नॉट N प्लस 1 इनटू d लैम्ब्डा नॉट बाय L के बराबर है L क्या है अर्रे की लंबाई L अर्रे लंबाई है L N प्लस 1 इनटू d के बराबर है तो यह एक ब्रोडसाइड अर्रे की सामान्य संपत्ति है वेव लेंथ या इलेक्ट्रिकल लेंथ में बीमविड्थ अर्रे लंबाई के विपरीत आनुपातिक होता है तो किसी अर्रे के 6 डिग्री बीमविड्थ के लिए L बाय लैम्ब्डा नॉट 20 के बराबर होना चाहिए और अगर लैम्ब्डा नॉट लगभग d के बराबर है तो आप कह सकते हैं कि 20 एलिमेंट अरै की आवश्यकता है तो एक एंटीना डिजाइनर स्पेसिफिकेशन के रूप में दिया गया है जो कि बीमविड्थ के लिए आवश्यक है नल टू नल बीमविड्थ से आप आसानी से पता लगा सकते हैं कि कितने एलिमेंट्स की आवश्यकता है हाई फ्रीक्वेंसी पर यह काफी दिखाई देता है 6 डिग्री चीज लेकिन 1MHz पर इसके लिए 6 किलोमीटर के एक अर्रे लंबाई की आवश्यकता होगी इसका मतलब है यही कारण है कि प्रसारण के लिए यह अर्रे एंटीना नहीं है इसलिए आप देखते हैं कि यह एक 1MHz प्रसारण चीज है इसलिए प्रसारण करने वाले लोग आम तौर पर केवल एक ही लंबाई के एंटीना डाइपोल या मोनोपोल लेते हैं सामान्य संचार के लिए एक विशाल टॉवर के साथ यह अव्यावहारिक है लेकिन बाहरी तारों के लिए मौसम रडार या अनुसंधान स्टेम के लिए दूरी सितारों को इस प्रकार के अर्रेस को देखते हुए बनाया गया है तो अर्रे पैटर्न ब्रॉडसाइड अर्रे के लिए इस तरह है और यह हाफ वेव डाइपोल पैटर्न था इसलिए यदि आप पैटर्न मल्टिप्लिकेशन द्वारा परिणामी पैटर्न प्राप्त करते हैं यहाँ साइड लोब नहीं दिखाए गए हैं लेकिन अर्रे ब्रॉडसाइड डाइपोल्स आपको एक पैटर्न कुछ इस तरह से मिलता है जहाँ x अर्रे एक्सिस है आपको पैटर्न मिलता है यह बहुत छोटा है इसे अर्रे चीज़ की तुलना में बहुत छोटा निकालें इस तरह से अब अगर हम उस डिरेक्टिविटी का अनुमान लगाना चाहते हैं तो यह मुश्किल है कि आप जो देख रहे हैं उसके बारे में हाफ वेव डाइपोल है जिस तरह से हमने एंटीना के लिए डिरेक्टिविटीज़ को परिभाषित किया है वह इस तरह से एक अभिन्न चीज होगी इस कारण से संबंधित करना होगा कि क्यों यह वास्तव में डाइपोल पैटर्न है जिसका आप स्क्वायर ले रहे है कि यह ब्रोडसाइड अर्रे कारक है अब हम क्या करते हैं इसके बजाय यह मुश्किल है हम इस तरह से लगभग d आप देखते हैं कि अगर आपको डिरेक्टिविटी की मूल परिभाषा याद है तो मैं कह सकता हूं कि यह क्या है यह 4 pi मुख्य बीम द्वारा कब्जा किए गए सॉलिड एंगल द्वारा विभाजित आइसोट्रोपिक रेडिएटर के लिए कुल सॉलिड एंगल है यह एक अनुमानित परिभाषा है लेकिन लगभग मेरे एंटीना मुख्य बीम पर सॉलिड एंगल है जो इसे व्याप्त करता है और एक सॉलिड एंगल solid angle 4 pi है जिसे भी प्रोपेगेट किया गया है तो यह लगभग आपको एक ही बात देनी चाहिए यद्यपि मैं फिर से सावधान करता हूं कि वास्तविक चीज उनकी रेडिएशन की तीव्रता रेडिएट की गई पावर से है आदि जो कि वास्तविक अभिव्यक्ति है तो मैं यहाँ फिर प्रिंसिपल द्वारा विभाजित इस 4 pi को अनुमानित कर सकता हूँ जो आप देखते हैं मुख्य बीम द्वारा सॉलिड एंगल पर कब्जा कर लिया है जबकि हम आए थे और वास्तव में आप देखते हैं कि यह अर्रे पैटर्न है तो यह x एक्सिस के बारे में रेवोलुशन का आंकड़ा है इसका मतलब है यह इनपुट है कि आप हमारे azimuthal पैटर्न को देखते हैं अब हमने क्या कहा कि आम तौर पर अर्रे का काम अज़ीमुथल पैटर्न को बदलना है और हम डाइपोल उपयोग कर रहे हैं तो क्या मैं यह कह सकता हूं कि प्रिंसिपल E प्लेन हाफ पॉवर बीमविद्थ इनटू प्रिंसिपल H प्लेन हाफ पॉवर बीमविद्थ है यह लगभग चीज के कब्जे का सॉलिड एंगल होगा अब हमने जो अर्रे देखा है उसके बारे में हम यह कह सकते हैं कि प्रिंसिपल E प्लेन हाफ पॉवर बीमविद्थ वही है जो डाइपोल्स प्रिंसिपल का E प्लेन हाफ पॉवर बीमविद्थ है इसका मतलब है डाइपोल के लिए यह मान क्या है यह 78 डिग्री या 136 रेडियन है और यह इस H प्लेन पैटर्न द्वारा दिया जाएगा यह अर्रे द्वारा दिया गया है तो यह अर्रे फैक्टर से आएगा अब यह हाफ पॉवर बीमविद्थ है जो हमने नल टू नल बीमविद्थ से गणना की है जो ऐसा नहीं करेगा तो हमें अपने अर्रे फैक्टर से हाफ पॉवर बीमविद्थ की गणना करनी होगी तो कृपया ध्यान दें कि 3 dB पर अर्रे पैटर्न को पॉइंट करता है अर्रे पैटर्न F का मान जो कि N प्लस 1 I0 बाय रूट 2 होगा क्योंकि पीक N प्लस 1 I0 पीक था तो यह मूल रूप से N प्लस I बाय रूट 2 होगा अब हम पहले ही देख चुके हैं कि F I0 sin N plus 1 बाय 2 u है u प्लस u0 मैं sin u बाय 2 नहीं लिख रहा हूं तो हम sin स्क्वायर N प्लस 1 बाय 2 से लिख सकते हैं और यह एंगल जिसे हम u कह रहे हैं वह हाफ sin स्क्वायर हाफ u बाय 2 N प्लस 1 पूरे के स्क्वायर के बराबर है अब हाफ u u के बहुत निकट है 0 के बराबर है इसलिए हाफ u छोटा है और यह भिन्नता N प्लस 1 हाफ u की तुलना में बहुत धीमी है तो हम लिख सकते हैं कि यह लगभग हाफ u हाफ बाय 2 स्क्वायर N प्लस 1 स्क्वायर है इसका मतलब है यहाँ मैं इस हाफ u को बदल सकता हूँ और हम इस sin फंक्शन का विस्तार कर सकते हैं sin श्रृंखला के विस्तार में sin N प्लस 1 बाय 2 u N प्लस 1 बाय 2 u माइनस के रूप में तो आप इन्हें रख सकते हैं कि N प्लस 1 पूरे का स्क्वायर को 2 स्क्वायर u हाफ स्क्वायर 1 माइनस 1 बाय 6 N प्लस 1 पूरे का स्क्वायर बाय 2 स्क्वायर u हाफ स्क्वायर N प्लस 1 पूरे का स्क्वायर बाय 2 स्क्वायर u हाफ स्क्वायर बाय 2 के बराबर हैं इसलिए यदि आप इन्हें हल करते हैं तो आपको 265 बाय N प्लस 1 मिलेगा आप इन पर ध्यान दें कि मैंने इसे खुद किया है लेकिन हाफ u क्या है यह k0 d cos pi बाय 2 माइनस डेल्टा psi 12 यह k0 d है तो हाफ पावर बीमविद्थ 265 इनटू 2 बाय N प्लस 1 k0 d 265 लैम्ब्डा नॉट बाय N प्लस 1 pi d है तो आखिरकार हमें H प्लेन बीमविद्थ मिला है तो आप इसे उस डिरेक्टिविटी में डाल सकते हैं जो 4 pi बाय 2 इनटू 136 इनटू हाफ बीमविद्थ हो जाएगा और यह 548 N प्लस 1 d लैम्ब्डा नॉट होगा तो यह एक समान ब्रॉडसाइड अर्रे के लिए डिरेक्टिविटी का एक्सप्रेशन है इसलिए उदाहरण के लिए मान लें कि 20 एलिमेंट और d 09 लैम्ब्डा नॉट है तो हम देखेंगे कि यह अर्रे एंटीना बीमविद्थ है कि यदि आप इसे करते हैं तो यह 0045 रेडियन के रूप में बन जाएगा और अगर आप इसे डिरेक्टिविटी में रखते हैं तो यह 103 की तरह होगा जो कि 201 dB है तो एक 20 एलिमेंट दूर एक बहुत ही पर्याप्त डिरेक्टिविटी और बड़ा गेन है और अर्रे एंटीना के कारण भी लॉस होता है पर बहुत लॉस नहीं होता है जाहिर है कुछ लॉस होंगे लेकिन आप देख सकते हैं कि आप कई गुना गेन कर सकते हैं लगभग मैं कह सकता हूं कि आमतौर पर एक डाइपोल अर्रे के लिए यह 1 या 15 था तो यह 60 70 गुणा है 20 एलिमेंट अर्रे ने इन्हें गुणा किया है यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण कारक है और बहुत ही परिष्कृत अनुप्रयोगों में भी यह RADARs आदि में हो सकता है यह एक बहुत अच्छा एंटीना अर्रे एंटीना रखता है इसलिए हम तुलना कर सकते हैं कि यदि अर्रे एलिमेंट हाफ वेव डाइपोल के बजाय आइसोट्रोपिक रेडिएटर हैं फिर पैटर्न अर्रे अक्ष में एक सर्कल होगा और अर्रे में यह चीज होगी इसलिए यदि आप आइसोट्रोपिक रेडिएटर्स देते हैं तो आप डाइपोल के बजाय ऐसा क्या करेंगे तो उस स्थिति में E प्लेन में बैंडविड्थ आइसोट्रोपिक प्लेट्स से इसलिए E प्लेन में हमारे पास कोई बैंडविड्थ नहीं है इसलिए हम E प्लेन में 2 pi बैंडविड्थ लेंगे क्योंकि E प्लेन भी सर्कल की तरह होगा तो बीमविड्थ 2 pi है इसलिए हम कह सकते हैं कि d 4 pi बाय 2 pi होगा जो भी अर्रेस बीमविड्थ इसे हटा दें यह कहें कि यह 237 N प्लस 1 d बाय लैम्ब्डा नॉट होगा तो यह काफी हद तक आप उन मानों को फिर से रख सकते हैं कि N 20 के बराबर है और d 09 लैम्ब्डा नॉट के बराबर है इसलिए यह 237 इनटू 21 इनटू 09 हो जाता है तो आप पा सकते हैं कुछ ऐसा है जैसे 50 या कुछ ऐसा है जैसे 50 मैं कह सकता हूं तो आप देखते हैं कि 100 की तुलना में मेरे पास 50 आधा है तो ऐसा नहीं है इसका मतलब है मैं वास्तव में यही कारण है कि अर्रे एंटीना में मुख्य योगदान अर्रे कारक से आता है तो आप वास्तव में वे किसी भी एंटीना रख सकते हैं जाहिर है आइसोट्रोपिक रेडिएटर को इस अर्थ में पसंद किया जाएगा कि उसके पास पावर हैंडलिंग क्षमता और अन्य चीजें होनी चाहिए इसलिए किसी भी प्रकार के व्यावहारिक एंटीना लेंगे हम बाद में देखेंगे कि वास्तव में वास्तविक जीवन में यह वायर एंटीना वास्तव में इसके बजाय फैला हुआ है अगर ग्राउंड प्लेन में अर्रे है और फिर ओपन एंडेड वेवगाइड्स ग्राउंड प्लेन में फ्लश करते हैं जो कि बहुत पसंद किया जाता है क्योंकि वहांअर्रे एंटीना की केवल एक ही सामने की सतह आती है इसलिए ओपन एंडेड वेवगाइड वाला अर्रे एंटीना बहुत अच्छा विकल्प है क्योंकि ओपन एंडेड वेवगाइड्स बड़ी मात्रा में पावर को संभाल सकते हैं और भले ही वे डाइपोल जैसे अच्छे रेडिएटर न हों लेकिन अर्रे एंटीना के लिए वे आदर्श हो सकता है इसीलिए मिसाइल गाइडेंस सिस्टम या राडार आदि में यह ओपन एंडेड वेवगाइड्स बहुत पसंद किए जाते हैं वास्तव में ओपन एंडेड वेवगाइड एंटीना देखेंगे जिसमें अर्रे एंटीना के लिए एक एंटिना एलिमेंट है यह काफी अच्छा है इन के साथ मैं ब्रोडसाइड अर्रे समाप्त करता हूं और अगली कक्षा में हम एन्ड फायर अर्रे पाएंगे और फिर हम कुछ पैरासिटिक अर्रे देखेंगे विशेष रूप से एक अर्रे जो बहुत लोकप्रिय है क्योंकि टीवी एंटीना बहुत लोकप्रिय था तो यह यागी उदा एंटीना है जो एंटीना का भी एक अच्छा उदाहरण है और कैसे एंटीना प्रदर्शन को बेहतर बना सकता है धन्यवाद